आज मैं त्रुटि विश्लेषण के बारे में चर्चा करूंगा जब भी आप माप करेंगे या आप प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करेंगे आप डेटा को नोट करेंगे और साथ ही परिणामों की गणना करेंगे डेटा कैसे लिखें और परिणाम कैसे लिखें मैं उस पर चर्चा करूंगा पिछली कक्षा में मैंने एक उदाहरण दिया यदि आपके पास 200 रुपये हैं और आप इस 200 रुपये को 3 लोगों में बराबर बांटना चाहते हैं परिणाम क्या होंगे प्रत्येक व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा यह हमें पता लगाना होगा आज मैं एक और उदाहरण दूंगा उदाहरण 2 घन की भुजा या किनारे को माप कर घन के आयतन की गणना करें यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है जो आप सभी जानते हैं लेकिन इस उदाहरण के बाद वास्तव में हम सीखेंगे कि डेटा कैसे लिखा जाए और गणना कैसे की जाए और आखिरकार परिणाम कैसे लिखें मान लें कि 3 छात्र यह प्रयोग कर रहे हैं छात्र 1 वह मीटर स्केल का उपयोग करता है मीटर स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर 01 सेंटीमीटर है छात्र 2 उसने एक स्लाइड कैलीपर्स का उपयोग किया स्लाइड कैलिपर्स का अल्पतमांक 01 मिलीमीटर या 001 सेंटीमीटर है और छात्र 3 उसने स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया स्क्रू गेज का अल्पतमांक 001 मिलीमीटर है जो कि 0001 सेंटीमीटर है अब उन्होंने मापा उन्होंने 3 रीडिंग 3 प्रेक्षण लिए और फिर इन 3 प्रेक्षण का औसत लिया है और भुजा की औसत लंबाई का पता लगा रहे हैं भुजा की औसत लंबाई जो कि a है पहले डेटा में a 105 दूसरे डेटा में 102 और तीसरे डेटा में 107 विभाजित 3 के बराबर है यदि हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो मैंने कैलकुलेटर का उपयोग किया है परिणाम 10466667 आ रहा है यह 66667 हो सकता है यह कैलकुलेटर की सटीकता पर निर्भर करता है बेहतर कैलकुलेटर यह अधिक अंकों की संख्या देता है यदि यह अधिक अंकों को प्रदर्शित कर सकता है तो यह एक बेहतर कैलकुलेटर है यह कैलकुलेटर द्वारा दिया गया परिणाम है लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप इसे इस तरह से रखेंगे जैसे कि जो भी कैलकुलेटर ने दिया गया है या इस परिणाम को लिखने का कोई तरीका है आपको 105 की घात 105 लिखना है आपको यह क्यों लिखना चाहिए आपको यह क्यों लिखना चाहिए आप कह सकते हैं कि यह अल्पतमांक 01 है हम इसके बाद अधिकतम सिर्फ एक अंक रख सकते हैं जिसे हम रख सकते हैं वह 2 है यह अल्पतमांक पर निर्भर करता है क्योंकि हम समान राशि का औसत ले रहे हैं एक ही तरह की राशि यह उन सभी की एक ही इकाई है यह एक परिणाम है कि आप जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वह इस पैरामीटर की इकाई इस मात्रा के समान इकाई है इसके बाद हम किस अंक को अंतिम अंक या दशमलव बिंदु रख सकते हैं उसका निर्णय उपकरण के अल्पतमांक से तय होगा इसी तरह यह दूसरा छात्र मान लें कि अगर उसे डेटा 1055 1052 फिर 1057 मिला है तो औसतन मैंने इसे आसान गणना के लिए लिया है जैसे मैंने लिया है 3 से विभाजित करें औसत दर फिर 105466667 वगैरह आ रही है यहां वास्तव में आपको परिणाम लिखना होगा यह नहीं आपको 1055 लिखना होगा फिर क्यों दशमलव के बाद यहां दो अंक हैं दशमलव के बाद यहां दो अंक हैं यदि आप अल्पतमांक जानते हैं यदि आप अल्पतमांक जानते हैं सिर्फ तभी आप इस परिणाम को लिख सकते हैं फिर तीसरे छात्र के लिए भी अल्पतमांक 0001 सेंटीमीटर है दशमलव के बाद 3 3 अंक तक हम रख सकते हैं यह घन की औसत भुजा है अब घन का आयतन आप V को घन के बराबर ज्ञात कर सकते हैं a गुणा a गुणा a यह छात्र 105 गुणा 105 गुणा 105 लिखेगा यदि हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो कैलकुलेटर 1157 दशमलव 625 देगा यह कैलकुलेटर द्वारा दिया गया परिणाम है इसी प्रकार यह छात्र 2 उसे कैलकुलेटर से 1174241375 परिणाम मिलेगा तीसरा छात्र तीसरा छात्र उसे कैलकुलेटर से 1175911703875 परिणाम प्राप्त होगा मेरा कैलकुलेटर बिल्कुल यही दे रहा था फिर से वही सवाल है कि आयतन का हमें पता लगाना है हमें परिणाम लिखना होगा उत्तर देना होगा कैलकुलेटर यह दे रहा है आयतन यह है या दूसरा छात्र यह तीसरा छात्र यह लेकिन वह इसे एक परिणाम के रूप में नहीं रख सकता है आपको परिणाम को ठीक से लिखना है मुखर शोर परिणाम कैसे लिखें परिणाम कैसे लिखें यहाँ 1175625 11 खेद 1175625 और उत्तर मैंने 1150 लिखा है जो भी कैलकुलेटर ने दिया है वहाँ से मैंने इस मामले के लिए परिणाम को बरकरार रखा है या छात्र 1 ने जो परिणाम बनाए रखा है वह आयतन 1150 के बराबर है दूसरे छात्र ने 1174 1174 परिणाम को रखा है तीसरा छात्र परिणाम 11759 09 बरकरार रखे हुए है अब आप इस मामले में सोचते हैं कि आम तौर पर मेरे प्रयोगों मैं मैंने छात्रों को लिखते देखा है छात्र कम से कम एक एक दशमलव बिंदु रखते हुए परिणाम लिखते हैं दशमलव के बाद एक अंक रखते हुए ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि छात्र परिणाम उत्तर 11576 लिखेंगे इस स्थिति में वे 117424 लिखेंगे और तीसरी स्थिति में वे 1175912 लिखेंगे यह यहां 7 है यह 2 है लेकिन सही नतीजा यह है कि यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है छात्र यह क्यों लिखें बस इस स्थिति में यहाँ 1 दशमलव बिंदु रखें यहाँ 2 दशमलव बिंदु यहाँ 3 दशमलव बिंदु 3 दशमलव बिंदु तक क्योंकि वे यहाँ पालन करेंगे कि अल्पतमांक 01 है दशमलव के बाद यहां एक अंक है यहाँ दो अंक हैं तीसरा अंक अल्पतमांक के तीसरे दशमलव बिंदु तक परिणाम में भी वे इसी तरह से लिखेंगे और यह पूरी तरह से गलत है परिणाम ये होंगे यह परिणाम कैसे होगा यही हम सीखना चाहते हैं मैं आपको वर्णन करना चाहता हूं यह सिर्फ एक उदाहरण है और यदि आप इस उदाहरण को सीखते हैं तो यह किसी भी मामले के लिए हर जगह लागू होता है आइए इस परिणाम को लिखना सीखें कोई सही उत्तर लिखने का निर्णय ले सकता है सार्थक अंकों के नियमों का पालन करते हुए आप सही उत्तर लिख सकते हैं और दूसरा हम अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कर सकते हैं अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना से भी आप सही उत्तर लिख सकते हैं दो तरीके वास्तव में दोनों तरीके दोनों को हमें सीखना होगा तभी आप सही उत्तर पूर्ण उत्तर लिख सकते हैं केवल सार्थक अंकों के नियमों का पालन करके भी आप लिख सकते हैं हमें सार्थक अंकों के नियमों का पालन करना होगा और साथ ही हमें अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करनी होगी आइए हम सार्थक अंकों के बारे में चर्चा करें सार्थक अंक क्या है सार्थक अंक क्या है मैंने वास्तव में प्रायोगिक भौतिकी I में इस पर चर्चा की है लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है सार्थक अंक क्या है वास्तव में संख्या अंकों की संख्या जिसके सही होने के बारे में हमें यकीन है और अगले अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहा जाता है आपके पास अंकों की एक संख्या है आपके पास अंकों की एक संख्या है पहले कुछ संख्याएँ कुछ संख्याओं की यथार्थता के बारे में आप सुनिश्चित हैं कि आप उस संख्या तक सुनिश्चित हैं उस संख्या में उस अंक तक और उसके बाद अगला अंक निश्चित नहीं है यह एक अनिश्चित अंक बताता है अंक में अनिश्चितता है वह भी हम रखते हैं इसे रखने के बाद कि उस संख्या में जितनी भी संख्या है उसमें जितने भी अंक हैं यह संख्या सार्थक अंक है सार्थक अंक खोजने के नियम निम्नलिखित हैं एक संख्या में सभी गैर शून्य सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक हैं उदाहरण के लिए 5679 किलो किलो ग्राम या किलोमीटर या जो कुछ भी इस संख्या में सभी गैर अंकीय गैर शून्य संख्या हैं सभी सार्थक हैं सभी अंक सार्थक हैं वहां कितने गैर शून्य अंक हैं 4 इस संख्या के लिए हम बताते हैं कि इस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं दूसरा नियम है कि सभी शून्य जो गैर शून्य अंकों के बीच होते हैं सार्थक अंक हैं गैर शून्य संख्या के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक हैं उदाहरण 2008 या यह संख्या सार्थक अंक 4 हैं यह 0 एक सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है 1 2 3 4 इस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं तीसरा नियम है कि अंतिम गैर शून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं हैं इसका क्या मतलब है गैर शून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं हैं उदाहरण के लिए 5960 यह 0 यह गैर शून्य संख्या 6 के दाईं ओर है यह 0 सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाएगा इस संख्या 5960 इस संख्या में केवल 3 सार्थक अंक हैं चौथा नियम है कि एक से कम अंक में अर्थात दशमलव में दशमलव के बाद सभी शून्य को दशमलव बिंदु के दाईं ओर और एक गैर शून्य अंक के बाईं ओर सार्थक नहीं है एक से कम अंक में इसका मतलब है कि यह एक दशमलव है यह एक से कम है तो दशमलव बिंदु होगा और दशमलव से पहले यहां कुछ भी नहीं होगा 0 दशमलव के दाईं ओर सभी शून्य दशमलव बिंदु के दाईं ओर लेकिन गैर शुन्य अंकों के बाईं ओर सार्थक नहीं हैं दशमलव बिंदु के दाईं ओर और गैर शून्य अंक के बाईं ओर जितने भी शून्य हैं वे सार्थक नहीं हैं संख्या 000526 के लिए इस संख्या में सार्थक अंक हैं यह केवल 3 हैं पांचवा नियम है कि दशमलव भाग में गैर शून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक हैं दशमलव भाग में सभी शून्य जो गैर शून्य अंक के दाईं ओर हैं सार्थक हैं इसका मतलब है 31790 यह 0 सार्थक है इस संख्या के लिए इसमें 5 सार्थक अंक हैं यह नियम है कि किसी संख्या के सार्थक अंक का पता कैसे लगाया जाए अगला अगला इस एक सार्थक अंक को देखें इन के लिए मुझे लगता है कि मैं इस उदाहरण को लूंगा यह बताने के बाद हां मुझे लगता है कि मुझे यह बताना चाहिए अब यदि आपके पास एक संख्या है तो आप बता सकते हैं कि उस संख्या का सार्थक अंक क्या है हमने वे नियम सीखे हैं अब जब आप कुछ गणना करेंगे कुछ संख्याओं को बाटेंगे और फिर परिणाम लिखने के लिए आपको जो कुछ भी परिणाम मिलेगा फिर से वह परिणाम एक संख्या है इसमें फिर से यह सार्थक अंक में मदद करेगा यह सार्थक अंक मूल शब्दों मूल संख्याओं के साथ संबंधित हैं जो हमने गणना के लिए उपयोग किए हैं नियम हैं कि जोड़ या घटाव के बाद या गुणन के बाद विभाजन के बाद इस परिणाम को कैसे लिखा जाए यही महत्वपूर्ण बातें हैं इसके लिए वास्तव में यहां मेरे पास सार्थक अंक और अनिश्चित अंक भी हैं एक संख्या में एक संख्या में कितने अंक हैं हम उसकी गिनती कर रहे हैं उसकी हम एक सार्थक अंक के रूप में गिनती कर रहे हैं उस संख्या के लिए उस संख्या में जो आखिरी एक अंक को छोड़कर शेष पहले उस संख्या के बाईं ओर के बाकी सभी अंक वे सार्थक अंक हैं और अंतिम एक अनिश्चित अंक है और यह एक साथ हम इसे जो भी संख्या बताते हैं उसे हम सार्थक अंक बताते हैं नियम 1 सभी औसत में एक अनिश्चित अंक रखें जब आप कुछ संख्याओं का औसत करेंगे तो परिणाम में आप जो परिणाम रखेंगे उसमें आप सभी सार्थक अंक और साथ ही एक अनिश्चित अंक रखेंगे यदि वहां कोई भी आंकड़ा जो आप रख रहे हैं या आपको मिला है और वहां से आप अपना परिणाम लिखते हैं यदि आंकड़े अनिश्चित अंक का अनुसरण करते हैं तो हमने पहले ही वह संख्या तय कर ली है जिसमें एक अनिश्चित अंक है यदि अनिश्चित अंक यदि अनिश्चित अंक के बाद का आंकड़ा अनिश्चित अंक के बाद जो भी अंक है यदि वह अंक 5 से अधिक है तो अनिश्चित आंकड़ा 1 से बढ़ाएं यदि 5 से कम है तो नहीं बढ़ाएं यदि 5 के बराबर है तो 1 से तभी बढ़ाएं अगर अनिश्चित अंक विषम है यदि अनिश्चित अंक सम है तो हम नहीं बढ़ाते हैं यदि वहां 5 है तो अनिश्चित अंक के बाद यदि 5 है तो आप अनिश्चित अंक को बढ़ाएंगे या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह अनिश्चित अंक सम है या विषम है उदाहरण के लिए यह 4532 है यह यह वह परिणाम है जो हमने लिखा है यह एक संख्या है इस संख्या में यह दो अंतिम अंक है जो अनिश्चित अंक है और यह अन्य 3 सार्थक अंक है और एक साथ हम इस संख्या में सार्थक अंक और अंकों की संख्या इस राशि में 4 है सार्थक अंक को शामिल करते हुए माफ कीजिए अनिश्चित अंक सहित हम संख्या लेते हैं और उस संख्या में सभी अंक एक सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं अब अगर 45326 है तो आप 4533 लिखेंगे यह 2 1 से बढ़ेगा क्योंकि यह अनिश्चित अंक 2 है और 6 यह 6 इस 2 का अनुसरण कर रहा है यह 5 से अधिक है इसे 1 से बढ़ाया गया है दूसरी संख्या अगर 45325 है अब यह 5 है अब आपको यह देखना है कि क्या आपका अनिश्चित अंक इस 5 से पहले क्या वह सम या विषम है यह स्पष्ट रूप से सम है यह नहीं बढ़ेगा यह 1 से नहीं बढ़ेगा आपका परिणाम आपको 4532 लिखना होगा ठीक है यदि 45324 यह 5 से कम है तो जाहिर है हम इस अनिश्चित अंक 2 को 1 से नहीं बढ़ाएंगे 4532 यही नियम 1 है यही नियम 1 है हमने कुछ संख्याओं का औसत किया है और आप इस प्रकार का आप गणना के बाद इस प्रकार का परिणाम प्राप्त कर रहे हैं आप पूर्णांकन कैसे करेंगे आप पूर्णांकन कैसे करेंगे यही नियम इस नियम 1 में बताया गया है और नियम 2 दो संख्याओं को एक साथ गुणा करने के बाद परिणाम में गुणनफल मैं उतने ही आंकड़े रखेंगे जितने की बाईं ओर से गिनती करते हुए छोटे गुणांक में आंकड़े होते हैं यह क्या बता रहा है 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद यह 3 संख्याएँ 4 संख्याएँ भी हो सकती हैं यहाँ उदाहरण मैंने लिया है मैं गुणा कर रहा हूँ 3 को 10 की घात 5 और 01 से या यदि उनमें से केवल दो को ही लिया जाए तो भी ठीक है लेकिन उनमें से 3 भी ठीक हैं यह गुणा होगा जो भी संख्या आप गुणा कर रहे हैं उनमें से हमें छोटे गुणांक को देखना होगा 3 105 01 इसलिए इन 3 में से 01 एक छोटा गुणांक है यह नियम बता रहा है कि आपके परिणाम में आपके परिणाम में आपको यह बताना होगा कि आपके परिणाम में छोटे गुणांक के सार्थक अंक जितने आंकड़े हैं इस छोटे गुणांक में सार्थक अंक क्या है यह 1 है इस छोटे गुणांक के लिए सार्थक गुणांक 1 है यह बता रहा है कि परिणाम में परिणाम में जो भी परिणाम आपको मिलेगा उस परिणाम में आपको सार्थक अंक छोटे गुणांक के सार्थक अंक के जितना ही रखना होगा इसका मतलब है कि आपको जो भी परिणाम मिलेगा परिणाम में केवल एक ही सार्थक अंक होगा यहां गुणा के बाद हमें परिणाम 315 मिला यह नियम बता रहा है कि यह 315 यहां 3 सार्थक अंक है लेकिन आप नहीं आप नहीं रख सकते आप केवल एक सार्थक अंक रख सकते हैं बाईं ओर से गिनती करते हुए इसका मतलब है अगर हम बाईं ओर से गिनती करते हैं यह 1 यह 3 अगर यह 3 रखते हैं तो यह सार्थक अंक 1 है आपका परिणाम 3 होगा 315 नहीं यह नियम बता रहा है कि गुणा के बाद परिणाम क्या होगा उस परिणाम में आपके पास परिणाम में सार्थक अंक छोटे गुणांक के सार्थक अंक के बराबर ही होगा इसी तरह नियम 3 यह है कि विभाजन के बाद या एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने के बाद आपको परिणाम प्राप्त होगा आपका परिणाम भागफल है फिर से बाईं ओर से भागफल की गिनती करें फिर से बाईं ओर से गिनती ते हुए उतने ही आंकड़े रखें जितने की 2 में से छोटी संख्या में हैं फिर से दो संख्याएँ हैं यदि आप एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं इन दो नंबरों के बीच इन दो संख्याओं के बीच एक छोटा गुणांक कौन सा है और उस छोटे गुणांक का सार्थक अंक क्या है भागफल में आपके परिणाम में आपको बाईं ओर से गिनते हुए केवल उतने ही सार्थक अंक रखने हैं यहाँ मैंने उदाहरण नहीं लिखा है लेकिन यह इसके जैसा ही है यह नियम है यह गुणा के बाद विभाजन के बाद औसत के बादऔसत में वास्तव में मुझे एक और बात बतानी चाहिए औसत में औसत में अगर आपके पास अलग अलग दशमलव हैं अलग अलग दशमलव बिंदु हैं अलग अलग संख्याओं के अलग अलग सार्थक अंक हैं फिर परिणाम में औसत के बाद इन सभी संख्याओं में जिसमें से आपके औसत का पता लगा रहे हैं उन संख्याओं में सबसे छोटा सार्थक अंक क्या है अपने परिणाम में भी आपको परिणाम के इस सार्थक अंक को रखना होगा जो कि उन संख्याओं में से सबसे छोटे सार्थक अंक के जितने सार्थक अंक होंगे यह सार्थक अंक क्या है किसी संख्या का सार्थक अंक कैसे पता करें और फिर गणना के बाद औसत या विभाजन या गुणा के बाद जो भी परिणाम आपको मिलेगा सार्थक अंक के नियमों से परिणाम कैसे लिखें यही मैंने चर्चा की है अब हम अपने उदाहरण हमारे उदाहरण पर वापस जाते हैं यहाँ मुझे लगता है हमारे उदाहरण में मैंने परिणाम दिखाए हैं मैं पहले ही परिणाम दिखा चुका हूं ठीक है अब आइए देखते हैं की सार्थक अंकों के नियमों का पालन करते हुए क्या हम उस परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं छात्र 1 उसने पाया कि इसका औसत 10466667 है सार्थक अंक का नियम 1 जो औसत का है वह क्या बता रहा है वास्तव में यह बता रहा है कि यहाँ जो भी संख्या है उनमें से किस संख्या का सार्थक अंक सबसे छोटा है अपने परिणाम में आपको वह सार्थक अंक रखना होगा अपने परिणाम को आप उस सार्थक अंक तक रख सकते हैं यह नियम 1 का अर्थ है यह उस से स्पष्ट नहीं है लेकिन यही अर्थ है यहां इस सभी संख्या में सार्थक अंक 3 है कोई जटिलता नहीं है हमारे परिणाम में भी सार्थक अंक सार्थक अंक 3 के समान ही होना चाहिए ठीक जाहिर है हम यहां से लिखेंगे जो भी कैलकुलेटर ने दिया है जाहिर है हम यह 104 लिखते हैं जो वास्तव में अनिश्चित है और 6 यहां है यह 1 से बढ़ाया जाएगा 105 नियम के अनुसार यह आखिर में अनिश्चित अंक है फिर छात्र 1 आयतन पता करता है सही a 105 है एक घन 105 गुना 105 गुना 105 परिणाम 1157625 है ठीक है हमने पहले देखा है यह परिणाम है अब इस परिणाम से यह क्या बता रहा है नियम गुणन बता रहे हैं यहां जो भी गुणांक हैं हमें छोटे गुणांक का पता लगाना है लेकिन यहां सभी समान हैं आप उनमें से किसी को भी ले सकते हैं और उनमें से प्रत्येक का सार्थक अंक 3 है कोई जटिलता नहीं आपके परिणाम में केवल 3 सार्थक अंक होंगे यहां जो भी चीजें हैं और आपको बाईं ओर से गिनती लेनी है 1 2 3 115 यदि आप 115 रखते हैं तो 115 में सार्थक अंक 3 होंगे यह उत्तर कि क्या मुझे 115 लिखना चाहिए हां मुझे 115 लिखना होगा यदि मैं लिखता हूं तो यह गलत होगा नियम यह है कि सार्थक अंक 3 होने चाहिए अगर मैं यह 115 लिखता हूं तो अगला 0 यह इसके करीब होगा आपको यह पता लगाना होगा कि सार्थक अंक के नियमों का पालन करने के बाद हमें यह भी देखना होगा कि आप परिणाम इस से कितना करीब रख सकते हैं 1150 अगर मैं लिखता हूं तो यह सार्थक अंक के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है इसके अलावा यह इस एक के करीब है यह परिणाम आपको लिखना होगा परिणाम 1150 है और सार्थक अंक जो भी हो अंतिम अंक अनिश्चित है जैसा कि पहला नियम बता रहा था कि परिणाम में आपको अंतिम एक अंक रखना होगा जो भी परिणाम आप रखेंगे अंतिम अंक आखिरी सार्थक अंक होगा संख्या में अंतिम अंक यह सार्थक होगा और वह अनिश्चित अंक होगा इसका मतलब है इस संख्या में यह 3 सार्थक अंक हैं वह सार्थक अंक 3 तीसरा तीसरा वाला एक अनिश्चित अंक होगा इसका मतलब है इस संख्या में 11 एक सार्थक अंक है और सार्थक संख्या नहीं सार्थक अंक और सार्थक संख्या के साथ भ्रमित ना हो इस संख्या में संख्या में यह सार्थक संख्या 3 है और इसमें सार्थक आंकड़े 3 है पहले दो अंक सार्थक अंक हैं और तीसरा अनिश्चित अंक है इसका मतलब है 5 अनिश्चित अंक है सही इस परिणाम में इन परिणामों में यदि यह अनिश्चित है इसका मतलब है कि 1151 आपका परिणाम 11 1150 1150 हो सकता है आपका परिणाम 1151 या 1152 या 1149 हो सकता है आम तौर पर क्या त्रुटि होगी त्रुटि क्या होगी त्रुटि के बारे में ये अनिश्चित अंक अंतिम अनिश्चित अंक 0 अनिश्चित अंक नहीं है 5 अंतिम एक अनिश्चित अंक है यह क्रम है यह एक दूसरा क्रम है जिसे आप जानते हैं अनिश्चितता अनिश्चित अंक का मतलब है कि यहां अनिश्चितता है इस परिणाम में अनिश्चितता दूसरे नंबर पर है सही है यह कोटि है यह a है जो मुझे बताना चाहिए परिणाम 1150 1160 1170 हो सकता है 10 वें कोटि में अनिश्चितता यहाँ आपके सार्थक नियम हैं और इन सार्थक नियमों से आप परिणाम लिख रहे हैं और आप अनिश्चितता की पहचान करने में सक्षम हैं कि किस स्तर पर अंक अनिश्चितता है 5 4 हो सकता है 6 हो सकता है 3 हो सकता है और 2 कुछ भी हो सकता है यहां अनिश्चितता है यह जानने के लिए कि दोनों की वास्तविक अनिश्चितता का पता कैसे करें उस एक की तुलना करने के लिए यह हम बाद में जानेंगे इसके लिए हमें पता लगाना होगा हमें अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करनी होगी गणना के बिना भी आप यहां से बता सकते हैं लेकिन लेकिन इस कथन को सत्यापित करने के लिए जो भी मैं बता रहा हूं अनिश्चितता यह प्लस माइनस 1 नहीं है या कुछ प्लस माइनस 10 20 30 है यह त्रुटि में हो सकता है 90 तक क्योंकि यह एक दूसरी कोटि है 10 का घात 2 यहां अनिश्चितता किस अंक में है यह भी आप बता सकते हैं यह तभी सत्यापित होगा जब आप यह सीख जाएंगे कि अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कैसे करें इसी तरह वह दूसरा छात्र दूसरा छात्र यहाँ यह औसत a है जो 1055 है ठीक 1055 जैसा कि हमने पहले देखा है यह फिर से औसत है और इसका औसत पता लगाने के लिए इसे 3 से विभाजित किया जाएगा जहां 4 अंक हैं प्रत्येक संख्या में 4 अंक हैं संदर्भ समय 4508 आपको 4 अंक रखने होंगे यही त्रुटि है और आप आयतन की गणना कर रहे हैं और यह परिणाम आ रहा है 1174241375 फिर से यह सबसे छोटा गुणांक सभी समान गुणांक हैं और यहां 4 सार्थक अंक हैं आपके परिणाम में आपको बाईं ओर से गिने जाने वाले 4 सार्थक अंक रखने होंगे 1174 आपका परिणाम 1174 है और अंतिम एक अनिश्चित अंक है और इस परिणाम में अनिश्चितता अनिश्चितता इस अंतिम अंक में होगी 4 यह हो सकता है यह 4 हो सकता है यह 5 हो सकता है यह 6 हो सकता है यह 9 हो सकता है यह 1 हो सकता है इसमें प्रथम कोटि है यह प्रथम कोटि में है यह त्रुटि इस मामले में प्रथम कोटि की होगी यह दूसरे कोटि की त्रुटि होगी और तीसरे छात्र ने उसी तरह से इस परिणाम में औसत 5 अंकों की गणना की और इस आयतन की भी गणना की यह 5 अंक है 5 5 अंक नहीं इस गुणांक के पांच सार्थक अंक परिणाम में भी आपको 5 सार्थक अंक रखने होंगे 1 2 3 4 5 11759 यह परिणाम है फिर से यह अनिश्चित अंक 09 है दशमलव बिंदु में त्रुटि है यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह छात्र 1 उसने उसने मीटर स्केल का उपयोग किया जिसका अल्पतमांक 01 है दूसरे छात्र ने स्लाइड कैलिपर्स का उपयोग किया जिसका अल्पतमांक 001 है और तीसरे छात्र ने स्क्रू गेज का उपयोग किया जिसका अल्पतमांक 0001 है सही अगर वह बेहतर का प्रयोग करता और परिणाम से हमने पाया कि यहाँ इस स्तर पर त्रुटि दूसरे कोटि में यह 10 20 30 40 90 तक हो सकती है त्रुटि और अन्य मामले में यह पहले कोटि में है 1 2 3 4 9 तक और तीसरे मामले में त्रुटि एक दशमलव बिंदु है यह एक त्रुटि है यह बिंदु प्लस माइनस 01 या प्लस माइनस 02 या प्लस माइनस 03 वगैरह हो सकता है बस सार्थक अंक और नियमों को सीख कर हम संख्या लिख सकते हैं जब आप डेटा ले रहे हैं तो संख्या कैसे लिखें और गणना के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण है आम तौर पर हम गलती करेंगे हम में से अधिकांशहम गलती करते हैं हमने सीखा है कि कैसे लिखना है और उस परिणाम में अनिश्चितता कहां है कौन सा अंक अनिश्चित है अनिश्चितता का क्या क्रम है जिसे हम भी पता लगा सकते हैं मैं यहीं रुक जाऊंगा आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद